इस क्लास में कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस थ्योरम से शुरुआत करेंगे जो कहता है कि यदि X और Y प्राइमल और डुअल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है और U और V प्राइमल और स्लेक वेरिएबल की वैल्यू है तब XV YU 0 होगा हमने पिछले क्लास में भी उल्लेख किया है कि क्योंकि सभी X's X1 X2 Y1 Y2 U1 U2 और V1 V2 0 से अधिक या बराबर है अतः XV YU या XV YU 0 X1V1 0 X2V2 0 Y1U1 0 और Y2U2 0 हो जाएगा हम यह भी जानते हैं कि U1 और U2 प्राइमल के समान स्लैक वैरिएबल हैं और V1 और V2 डुअल के समान स्लैक वैरिएबल हैं और X और V के बीच एक संबंध है क्योंकि X प्राइमल में वैरिएबल की संख्या है जो डुअल में कंस्ट्रेंट की संख्या के बराबर है और इसलिए प्राइमल में वैरिएबल की संख्या डुअल में स्लैक वैरिएबल की संख्या के बराबर होगी इसी प्रकार से Y और U के बीच एक संबंध है क्योंकि U प्राइमल में वैरिएबल स्लैक की संख्या है जो प्राइमल में कंस्ट्रेंट की संख्या के बराबर है और चूंकि प्राइमल में कंस्ट्रेंट की संख्या डुअल में वैरिएबल की संख्या के बराबर है Y और U के बीच एक संबंध है हमने इस उदाहरण पर विचार करके कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस को भी सत्यापित किया है जो 3X1 3X2 u1 21 4X1 3X2 u2 24 की दशा में 10X1 9X2 को मैक्सिमाइज करता है डुअल दोहरा यहाँ दिखाया गया है और हमने यह भी कहा कि ऑप्टिमम इष्टतम में हमने कहा X1 3 तो कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस का कहना है X1 3 V1 0 ऑप्टिमम सॉल्यूशन अर्थात इष्टतम समाधान से डुअल तक हमें एहसास होता है कि Y1 2 Y2 1 है जब हम पहले कंस्ट्रेंट में 3Y1 4Y2 10 को प्रतिस्थापित करते हैं तो v1 0 तो हम महसूस करते हैं कि X1V1 0 इसी तरह ऑप्टिमम सॉल्यूशन अर्थात इष्टतम समाधान से प्राइमल तक X2 4 है अब डुअल दोहरे से जब हम Y1 2 और Y2 1 को दूसरे कंस्ट्रेंट में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें 6 3 9 मिलता है इसलिए v2 0 इसलिए अब हमें पता चलता है कि X2 4 है v2 0 है तो X2V2 0 है इसी तरह प्राइमल से पहले कंस्ट्रेंट से जब हम X1 3 X2 4 को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 9 12 9 12 21 इसलिए u1 0 अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन से डुअल तक Y1 2 इसलिए Y1 u1 0 इसी तरह जब हम X1 3 और X2 4 को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम दूसरी ओर से 4X1 3x2 24 को प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए u2 0 और हमें डुअल से पता चलता है Y2 1 तो Y2 u2 0 इसलिए कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस संतुष्ट होता है हम एक और बात भी मानते हैं हम यह भी कह सकते हैं उदाहरण के लिए हम primal लेते हैं और X1 3 X2 4 इसका समाधान है इसलिए जब हम 3 और 4 को प्रतिस्थापित करते हैं तो मूल कंस्ट्रेंट 3X1 3X2 ≤ 21 था इसलिए जब हम X1 3 और X2 4 को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम RHS के बराबर LHS प्राप्त करेंगे इसलिए u1 0 के बराबर होगा और जब u1 0 होगा तो हमें एहसास होगा कि Y1 समाधान में है तो कहने का एक और तरीका है अगर कंस्ट्रेंट संतुष्ट है मूल असमानता एक समीकरण के रूप में संतुष्ट है तो संबंधित स्लैक 0 होगा और इसलिए संगत डुअल वैरिएबल समाधान में होगा इसी प्रकार 4X1 3X2 स्वयं 24 हो जाता है इसलिए जब प्राइमल के लिए इष्टतम समाधान एक समीकरण के रूप में असमानताओं में से एक को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब है कि संबंधित स्लैक वैरिएबल 0 है और जब संबंधित स्लैक वैरिएबल 0 है तो डुअल में संगत निर्णय चर या चर में संबंधित बुनियादी चर बुनियादी हो जाएगा हम इस उदाहरण से समझने के अलावा मान सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस परिस्थितियों को संतुष्ट किया गया है हम अब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम के कुछ और पहलुओं और कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम की उपयोगिता को समझने के लिए एक और उदाहरण पर आगे बढ़ेंगे तो हम इस बार दो वैरिएबल और तीन कंस्ट्रेंट के साथ एक और लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को देखते हैं तो4X1 3X2 को X1 2X2 ≤ 7 X1 2X2 ≤ 7 की दशा में मैक्सिमाइज करें और जब हम स्लैक वैरिएबल u1 जोड़ते हैं तो यह X1 2X2 u1 7 बन जाएगा इसी प्रकार 3X1 X2 ≤ 11 तो हम एक और स्लैक वैरिएबल जोड़ते हैं जो 3X1 X2 u2 11 है इसी प्रकार 4X1 5X2 ≤ 26 और जब हम एक स्लैक वैरिएबल जोड़ते हैं तो यह u3 26 X1 X2 u1 u2 u3 ≥ 0 हो जाता है जाहिर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में u1 u2 और u3 का योगदान भी 0 है अब हम इस समस्या के डुअल बारे में लिखते हैं तो प्राइमल में स्लैक वैरिएबल को छोड़कर दो वैरिएबल हैं अतः डुअल में दो कंस्ट्रेंट होंगे प्राइमल में तीन कंस्ट्रेंट होते हैं और डुअल में स्लैक वेरिएबल को छोड़कर तीन वैरिएबल होते हैं तो डुअल अब लिखा गया है और फिर स्लैक वैरिएबल को डुअल में जोड़ा जाता है तो शुरू में हम डुअल को एक न्यूनता समस्या के रूप में लिखेंगे प्राइमल में बिना स्लैक वैरिएबल के दो वैरिएबल होते हैं तो डुअल में दो कंस्ट्रेंट होंगे और प्राइमल में तीन कंस्ट्रेंट हैं इसलिए डुअल में तीन वैरिएबल होंगे इसलिए हम पहले Y1 Y2 Y3 के साथ डुअल लिखेंगे और बाद में हमने स्लैक वैरिएबल जोड़ा है इसलिए जब हम इसे Y1 Y2 Y3 के साथ लिखते हैं तो डुअल को 7Y1 11Y2 26Y3 से कम करना होगा 7Y1 11Y2 26Y3 जो आपको यहां मिलता है Y1 3Y2 4Y3 ≥ 4 की दशा में Y3 इसलिए Y1 3Y2 4Y3 ≥ 4 और एक नकारात्मक स्लैक जोड़ने पर v1 4 हो जाता है दूसरा कंस्ट्रेंट 2Y1 Y2 5Y3 ≥ 3 होगा इसलिए 2Y1 Y2 5Y3 ≥ 3 और ऋणात्मक स्लैक के जोड़ के साथ v2 3 अब Y1 Y2 v1 v2 v3 ≥ 0 V3 इससे भी बड़ा है मुझे खेद है Y1 Y2 Y3 तीन चर हैं Y1 Y2 Y3 v1 v2 ≥ 0 Y3 ≥ 0 और इसे शामिल किया जाना है तो हमारे पास सभी 5 वैरिएबल ≥ 0 हैं तो इसलिए इस प्रकार जब हमारे पास प्राइमल में वैरिएबल और कंस्ट्रेंट की असमान संख्या होगी हम डुअल को लिखेंगे और हमें यह भी समझना होगा कि जब हम पहली बार डुअल लिखते हैं तो हम सुरक्षित रूप से लिखें हम प्राइमल को असमानताओं के साथ समझे और फिर डुअल लिखें और फिर डुअल कंस्ट्रेंट को समीकरणों में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त स्लैक वैरिएबल जोड़े अब हम इस primal और दोहरे के साथ क्या करें तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं अब हम पहले primal को देखते हैं और निरीक्षण करते हैं कि हमारे पास एक समाधान X1 3 X2 2 है जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 18 के बराबर है यह प्राइमल के लिए सुसंगत है तो हम इसे सत्यापित करते हैं तो X1 3 X2 2 3 4 7 है संभव या सुसंगत है 9 2 11 संभव या सुसंगत है 12 10 121022 ≤ 26 भी संभव है अब क्योंकि u3 26 है तो हमारे पास u3 4 होगा इसलिए यह समाधान 18 के बराबर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मूल्य के साथ संभव है 3 X 4 12 2 X 3 6 18 अब हम क्या करें अब हम स्वतंत्र रूप से डुअल को देखते हैं और फिर एक समाधान के रूप में Y1 1 Y2 1 को देखते हैं इसलिए यदि हम इस समाधान को देखते हैं तो Y1 1 Y2 1 अलग होने की स्थिति में हम वापस जाकर देखेंगे कि Y1 3Y2 4 है Y3 0 है इसलिए 4 v1 भी 0 है इसलिए 3 के बराबर यह constraint कंस्ट्रेंट भी संतुष्ट होता है इसी तरह 2Y1 Y2 Y3 0 है v2 शून्य है तो 3 के बराबर यह कंस्ट्रेंट भी संतुष्ट होता है Y1 Y2 Y3 v1 v2 ≥ 0 Y3 v1 और v2 0 हैं इसलिए गैर नकारात्मकता सहित सभी कंस्ट्रेंट संतुष्ट होते हैं तो यह स्वतंत्र रूप से डुअल के लिए एक संभव या सुसंगत समाधान है अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का मूल्य क्या है Y1 1 Y2 1 हमें 7 11 18 देगा तो मेरे पास डुअल के लिए एक और संभव समाधान है मेरे पास प्राइमल के लिए एक व्यवहार्य समाधान है मेरे पास डुअल के लिए एक संभव समाधान है इसलिए मैं अब ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया थ्योरम इष्टतम मानदंड प्रमेय के आधार पर कह सकता हूं कि ये दोनों क्रमशः प्राइमल और डुअल इष्टतम हैं तो यह एक तरीका है कि जिससे आप प्राइमल डुअल संबंध को समझ सकते हैं बेशक यह कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस के लिए बहुत कुछ नहीं है हम उस पर फिर से विचार करेंगे हम देखेंगे हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को लागू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पहली बात अगर हम प्राइमल के लिए एक संभव समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं तो हम डुअल के लिए एक और संभव समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं और यदि वे ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन के समान मान के साथ होते हैं तो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया थ्योरम के आधार पर दोनों क्रमशः प्राइमल और डुअल इष्टतम हैं लेकिन फिर हम एक और सवाल पूछेंगे यह भी आसान नहीं है कि दो संभव समाधानों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सके प्रत्येक में प्राइमल और डुअल का ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का मूल्य समान होता है इसलिए अब हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करेंगे और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आइए हम X1 3 X2 2 और Z 18 के साथ उसी व्यवहार्य समाधान पर वापस जाते हैं आइए अब हम इस समाधान के बारे में नहीं सोचते हैं Y1 1 Y2 1 आइए हम इस समाधान के बारे में न सोचें तो अब हम इस समाधान के लिए कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करते हैं तो पहले हम सभी वेरिएबल्स को परिभाषित करते हैं ताकि हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू कर सकें इसलिए जब हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस X1 3 X2 2 को लागू करते हैं तो हम वापस जाते हैं और तीन समीकरणों में स्थानापन्न करते हैं तो 3 4 7 u1 7 इसलिए u1 0 3 X 3 9 2 11 इसलिए u2 0 अब 3 X 4 12 5 X 2 10 22 इसलिए u3 4 तो यह पूर्ण प्राइमल सलूशन अथवा मौलिक समाधान है जिसमें गैर मूल चर के साथ साथ स्लैक वैरिएबल भी शामिल हैं यदि हमने वास्तव में सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म द्वारा इसे हल किया था तो हमें X1 3 X2 2 और u3 4 मिला होगा इसलिए अब हमारे पास प्राइमल का समाधान है और हम अब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस की स्थिति को लागू करते हैं और देखते हैं कि डुअल में क्या होता है अब X1 3 X1 समाधान में है X1v1 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए v1 0 होना चाहिए X2 समाधान में है X2 2 X2v2 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए v2 0 अब u1 0 Y1u1 0 है इसलिए यह संभव है कि Y1 समाधान में है u2 0 है इसलिए यह संभव है कि Y2 समाधान में है u3 4 का तात्पर्य है Y3 को 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि u3Y3 0 है तो अब इन पाँचों वैरिएबल में से Y1 Y2 Y3 v1 v2 हम अब समझ गए हैं कि v1 v2 और Y3 0 हैं जिसका अर्थ है Y1 और Y2 को समाधान में होना चाहिए क्योंकि डुअल में दो कंस्ट्रेंट हैं इसलिए आइए हम देखें कि क्या होता है जब हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस स्थिति लागू करते हैं इसलिए मैंने जो उल्लेख किया वह होता है क्योंकि X1 3 हमारे पास v1 0 होगा क्योंकि X2 2 हमारे पास v2 0 होगा क्योंकि u3 4 हमारे पास Y3 0 भी होगा इसलिए मैं यहां लिखता हूं तो मैं लिखूंगा Y3 0 और क्योंकि मेरे पास u1 0 और u2 0 है इसलिए उनके पास Y1 है और Y2 समाधान में हो सकता है लेकिन चूंकि दो समीकरण हैं और वे समाधान में हैं इसलिए अब मेरे लिए केवल Y1 और Y2 के लिए इस डुअल को हल करने के लिए पर्याप्त है जिसका अर्थ है मैं Y3 V1 और V2 को छोड़ सकता हूं यह केवल Y1 और Y2 हल करने के लिए पर्याप्त है इसलिए जब मैं Y1 3Y2 4 2Y1 Y2 3 डालता हूं तो मुझे एक समाधान मिलेगा मैं सिर्फ इन दोनों Y1 3Y2 4 2Y1 Y2 3 को हल करता हूं इसलिए जब मैं इसे हल करता हूं जब मैं पहले समीकरण को 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 2Y1 6Y2 8 मिलेगा और मैं 5Y2 5 को घटाता हूं मुझे Y2 1 मिलेगा और मैं इसे प्रतिस्थापित करूंगा तो Y1 1 प्राप्त होगा इस प्रकार मुझे Y1 1 Y2 1 प्राप्त होता है अब यह समाधान Y1 1 Y2 1 v1 v2 Y3 0 संभव है और इसलिए इष्टतम है इसलिए अब मैं ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया थ्योरम लागू नहीं कर रहा हूं मैंने डुअल के ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का मूल्यांकन नहीं किया है अब मैं कहता हूं कि मेरे पास प्राइमल के लिए एक व्यवहार्य समाधान है मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को लागू करता हूं और हल करता हूं जिसे मैं एक संगत डुअल समाधान के रूप में कहता हूं और यदि संगत डुअल समाधान संभव है तो यह इष्टतम है यह भी होगा कि ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन मान समान होगा और 18 होगा लेकिन मैं ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया थ्योरम के आधार पर इष्टतमता नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस के आधार पर इष्टतमता दिखा रहा हूं तो मेरे पास z 18 के साथ एक व्यवहार्य समाधान है मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को लागू करता हूं और एक संगत डुअल समाधान का मूल्यांकन करता है जो संभव होता है और इसलिए यह इष्टतम है अब एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं अब मैं वापस उसी समस्या पर प्राइमल और समाधान पर जाता हूं X1 113 तो X1 113 का उपयोग करता हूं दूसरे कंस्ट्रेंट से मैं लिख रहा हूं X1 113 इसलिए इस प्रकार मेरे पास स्वतः रूप से X1 113 है X2 0 और u2 0 आप देख सकते हैं कि X1 113 X2 0 होगा u2 0 होगा अब मैं वापस जाऊँगा और प्रतिस्थापित करूंगा X1 113 u1 होगा 7 11 3 जो 103 है जब मैं यहां प्रतिस्थापित करता हूं 113 x 4 443 तो 25 443 343 है 78 443 343 और फिर ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन मान 443 113 x 4 है अब यहाँ मेरे पास व्यावहारिक समाधान है अब मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करता हूं और देखते हैं कि क्या होता है अब जब मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करता हूं तो समाधान में X1 है तो X1 समाधान में है v1 0 u1 समाधान में है Y1 0 u3 समाधान में है Y3 0 इसलिए समाधान में v2 और Y2 बचता है तो v2 और Y2 समाधान में हैं तो मैं वापस जाऊँगा और कहूँगा v2 और Y2 समाधान में हैं तो Y1 समाधान में नहीं है Y2 समाधान में है Y3 समाधान में नहीं है v1 समाधान में नहीं है तो यह मुझे Y2 4 3 से देगा यहां से Y2 3Y2 4 तो Y2 43 फिर मैं वापस जाऊँगा और प्रतिस्थापन करूंगा तो v2 समाधान में है तो यहाँ मेरे पास v2 53 Y1 0 होगा इसलिए यहाँ Y1 0 होगा इसलिए Y1 0 है क्योंकि u1 समाधान में है तो Y1 0 है और मेरे पास समाधान में v2 53 होगा और मेरे पास ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का समान मान है जो कि 443 है अब मैं इस डुअल समाधान को देखता हूं और मुझे एहसास होता है कि यह डुअल समाधान इसलिए संभव है क्योंकि y v2 53 है तो जब मेरे पास प्राइमल के लिए एक व्यवहार्य समाधान है जो इष्टतम नहीं है और अगर मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को लागू करता हूं और एक संबंधित डुअल समाधान पाता हूं तो मैं देखता हूं कि संबंधित डुअल समाधान अप्रभावी है और इसलिए यह नहीं है केवल तभी जब कि प्राइमल इष्टतम है और अगर मैं कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करता हूं तो कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करने के बाद संबंधित प्राइमल और डुअल संभव होगा और दोनों क्रमशः इष्टतम होंगे कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस के कुछ और पहलू हम अगली कक्षा में देखेंगे